पिछले व्याख्यान में लाप्लास और पॉइसन के समीकरणनों पर चर्चा करते समय हमने क्या देखा था हमने कई चीजें देखी थी लेकिन हमने विशेष रूप से देखा कि पॉइसन के समीकरण में दिए गए आवेश वितरण और परिसीमा प्रतिबंध के लिए अद्वितीय समाधान होता है इसका अर्थ है कि यदि किसी तरह यदि मैं किसी को जानता हूं जो समाधान दे सकता है या यदि मेरे पास एक कंप्यूटर है जो मुझे समाधान देता है यदि मुझे बाहर एक परिसीमा और कुछ आवेश दिए गए हैं तो आयतन बाहर होगा या एक परिसीमा और कुछ आवेश भीतर है तो आयतन भीतर होगा परिसीमा पर विभव निर्दिष्ट किया जाता है इस मामले में विभव परिसीमा पर निर्दिष्ट किया गया है और आवेश बाहर दिए गए हैं यदि किसी तरह मैं एक समाधान कर सकूं मैं एक समाधान पर विचार कर सकता हूं जो उस परिसीमा प्रतिबंध को संतुष्ट करता है और पॉइसन के समीकरण को भी संतुष्ट करता है फिर मैंने इन समाधानों को प्राप्त किया है कोई अन्य समाधान नहीं हो सकता है मुझे उस बिंदु को फिर से बनाने दीजिए यदि मुझे किसी विधि से कोई समाधान मिल सकता है कोई आकर मुझे बताता है कि आप देखिए आप देखते हैं कि शायद यह कार्य कर सकता है या कंप्यूटर एक ऐसा समाधान तैयार करता है जो उस परिसीमा प्रतिबंध को और पॉइसन के समीकरण को संतुष्ट करता है फिर वह समाधान अद्वितीय समाधान है कोई अन्य समाधान नहीं हो सकता है तो मैंने समाधान को प्राप्त किया है हम कुछ विशिष्ट मामलों में विभव को हल करने के लिए छवियों की विधि में इसका उपयोग करते हैं और मैं इस व्याख्यान में दो उदाहरण लेने जा रहा हूं पहले उदाहरण में एक भू संपर्कित के सामने एक आवेश है इसका अर्थ है कि वहां विभव 0 है धात्विक समतल समतल का अर्थ है अनंत तक विस्तृत तो मैं समस्या को निर्दिष्ट करता हूं समस्या यह है कि मेरे पास एक समतल है जिसे भू संपर्कित कर दिया गया है इसका अर्थ यह है कि यहां विभव 0 है और मैंने इसके सामने कहिए दूरी z 0 पर एक आवेश q रख दिया है हर जगह विभव क्या है ध्यान दीजिए की इसे भू संपर्कित किया गया है और इसलिए यह रेखा यह एक परिसीमा बनाती है और अनंत तक सभी जगह अब मुझे बस इसे बनाने दीजिए अनंत तक वहाँ पर विभव 0 है तो मैंने वास्तव में पूरी परिसीमा पर विभव को निर्दिष्ट किया है मैं जानना चाहता हूं कि विभव क्या है आइए कहते हैं कि V बराबर x y और z पर क्योंकि यह रंग ठीक नहीं है मुझे अलग रंग से x y और z लिखने दीजिए मैंने पहले से ही इसको यहां पर z naught लिख दिया है तो मैं यह मान रहा हूं कि यह दिशा z है ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से दृष्टिगत कर सकें आइए मुझे इसे पारंपरिक तरीके से बनाने दीजिए यहाँ मेरी परिसीमा है यहाँ मेरा z अक्ष है और यहाँ z naught दूरी पर आवेश q है और मैं विभव V x y z का पता लगाना चाहता हूं इस आयतन में ऊपर का आयतन मुझे इसे इस रंग से बनाने दीजिए क्योंकि यह इस आयतन की परिसीमा को निर्दिष्ट करता है अब इस आयतन के अंदर पॉइसन का समीकरण del square V बराबर minus rho over Epsilon 0 है याद कीजिए कि दिए गए बिंदु आवेश के लिए के लिए rho को किस रूप में दिया गया है इसे q के delta फलन delta r minus z naught z over Epsilon 0 के रूप में दिया गया है और z बराबर 0 पर V 0 के बराबर है यह z बराबर 0 समतल है और बाहर हर जगह और r बराबर अनंत पर मैं इसका हल ढूंढना चाहता हूं अब निश्चित रूप से एक तरीका यह है कि पॉइसन के समीकरण को हल करे दूसरा तरीका यह कि मैं आवेश व्यवस्था का प्रारूप प्राप्त करूं ताकि यह परिसीमा प्रतिबंध संतुष्ट हो जाए यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो मुझे मेरा हल पता चल जायेगा ये हल और यह वह एक तरीका है जिसे हम छवियों की विधि में उपयोग करते हैं 2V 0 qδ0 अब बस कुछ विशेष बातें एक यह है कि विभव इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि मैं x y समतल पर कहाँ हूँ तो इसमें बेलनाकार समरूपता है तो यह केवल x square plus y square की दूरी पर निर्भर करता है यह x वर्ग के समानुपाती है नहीं समानुपाती नहीं है लेकिन केवल x square plus y square पर निर्भर करता है और इसलिए स्पष्टतः z naught पर निर्भर करता है तो आइए अब हम फिर से इस समतल को देखते हैं और अब हम एक क्षण लेते हैं फिर मैं बताता हूं कि छवियों की विधि क्या है यहां आवेश q है और मैं चाहता हूं कि परिसीमा का विभव 0 हो अब इसको देखिए यदि मुझे लगता है कि इस समतल के पीछे एक आवेश है जो कि ठीक समान दूरी पर ऋणात्मक q है फिर q मुझे 1 over 4 pi Epsilon 0 q over square root of x square plus y square के रूप में परिसीमा पर विभव देता है क्योंकि आवेश x पर है और y z बराबर 0 पर 0 plus z minus z naught square के बराबर है zz0 क्योंकि यह परिसीमा जो z बराबर 0 है और ऋणात्मक q मुझे विभव देता है जो z बराबर 0 पर 1 over 4 pi Epsilon 0 minus q over square root of x square plus y square plus z plus z plus minus z naught 0 square के बराबर है तो हालांकि दोनों अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव देते हैं लेकिन z बराबर 0 पर दोनों विभव बराबर है और विपरीत चिह्न के हैं और इसलिए यह तुरंत मुझे बताता है कि z बराबर 0 पर V 0 होता है zz0 यदि z बराबर 0 पर V बराबर 0 होता है तो इसका अर्थ है कि ये दोनों आवेश धनात्मक q और ऋणात्मक q मुझे परिसीमा प्रतिबंध देते हैं जिसकी आवश्यकता है स्पष्टतः बहुत दूर जब r अनंत की ओर अग्रसर होता है दोनों आवेश मुझे 0 विभव देते हैं तो r बराबर अनंत का प्रतिबंध पहले से ही संतुष्ट हो रहा है अच्छी बात यह है कि z बराबर 0 पर भी परिसीमा प्रतिबंध संतुष्ट हो रहा है इसलिए यदि मैं ऊपरी क्षेत्र को देखता हूं जिसमें यह आवेश नहीं है तो ऊपरी क्षेत्र में पॉइसन का समीकरण del square V बराबर ऋणात्मक q उपयुक्त delta फलन का Epsilon 0 द्वारा विभाजन है इसलिए जहां तक ऊपरी क्षेत्र का संबंध है विभव जो इन दोनों का संयोजन है वह उसी पॉइसन के समीकरण को संतुष्ट करता है क्योंकि यह केवल ऊपरी आवेश के लिए संतुष्ट करता है और दोनों मिलकर मुझे एक ही परिसीमा प्रतिबंध देते हैं इसका अर्थ है कि ऊपरी क्षेत्र में अगर मैं विभव को लिखता हूं तो आइए हम धनात्मक q को यहां लेते हैं ऋणात्मक q को यहां लेते हैं ऊपरी क्षेत्र में यदि मैं विभव V x y z को q के कारण विभव और ऋणात्मक q के कारण विभव के योग के रूप में लिखता हूं फिर del square V बराबर del square V q plus del square V minus q है लेकिन ऊपरी क्षेत्र के लिए यह 0 है क्योंकि delta फलन उस क्षेत्र में मुझे 0 देता है वह del square V q V z के समान पॉइसन के समीकरण को संतुष्ट करता है और वे परिसीमा प्रतिबंध को भी संतुष्ट करते हैं तो V q plus V minus q का संयोजन सही पॉइसन के समीकरण और सही परिसीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है इसका मतलब यह है कि यह एक समाधान है जो दोनों को संतुष्ट करता है और फिर विशिष्टता प्रमेय द्वारा ये समाधान हैं VxyzVqV q 2V2Vq2V q तो हमें हल मिल गया है इसका अर्थ है कि एक भू संपर्कित धात्विक समतल या भू संपर्कित समतल के सामने एक आवेश के लिए यदि मैं यहां ऋणात्मक आवेश को लगाता हूं और इस क्षेत्र में विभव को q के कारण V और ऋणात्मक q के कारण V के योग के रूप में लिखता हूं तो यह हल है और यह छवियों की विधि के पीछे का विचार है जिसका किसी छवि आवेश को कहीं रखकर आपने हल ढूंढा है आपने हल को ढूंढ लिया है और इसलिए मैं विभव V x y z को 1 over 4 pi Epsilon 0 के बराबर लिख सकता हूं दोनों के लिए q समान है मैं q को 1 over x square plus y square plus z minus z naught square root minus के बाहर भी लिख सकता हूं और यह 1 over square root of x square plus y square plus z plus z naught whole square की छाया के कारण है यह विभव है एक बार जब मुझे विभव मिल जाता है तो बाकी सब स्वयं होने लगता है यदि मैं विद्युत क्षेत्र E x y और z को पता करना चाहता हूं यह ऋणात्मक V की प्रवणता के रूप में आता है यदि मैं सतह पर आवेश को पता करना चाहता हूं तो मैं यहां विद्युत क्षेत्र को पता करूंगा और गॉस के नियम से इसे सतह आवेश से संबंधित करूंगा Vxyzq4π01x2y2z z02 1x2y2zz02 E V तो आइए हम ऐसा करते हैं आइए हम इसका उपयोग करके धातु की सतह पर आवेश का पता करते हैं तो हम यह करना चाहते हैं कि हमने V का पता लगाया है जो x y z के बराबर है जो कि q over 4 pi Epsilon 0 1 over square root of x square plus y square plus z minus z 0 square minus 1 over square root of x square plus y square plus z plus z 0 square के बराबर है फिर विद्युत क्षेत्र या हम इसे थोड़ा अलग लिखते हैं क्योंकि यह x square plus y square के संयोजन में आता है जिसे बेलनी निर्देशांक का उपयोग करते हुए मैं s वर्ग के रूप में लिख सकता हूं तो मैं इसे q over 4 pi Epsilon 0 1 over square root of s square plus z minus z 0 square minus 1 over square root of s square plus z plus z 0 square के रूप में लिखूंगा विद्युत क्षेत्र E x y z और आइए हम इस z अवयव का पता लगाते हैं जो अकेला ऋणात्मक है आप एक मिनट में देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं dz द्वारा d v का विभाजन q over 4 pi Epsilon 0 होगा यह मुझे बाहर ऋण का चिन्ह minus 1 half times that is the minus sign outside 2 z minus z 0 divided by s square plus z minus z 0 square raise to 3 by 2 minus minus plus 1 half 2 z plus z 0 over s square plus z plus z 0 square raise to 3 by 2 देता है यह 2 रद्द हो जाता है Vxyzq4π01x2y2z z02 1x2y2zz02q4π01s2z z02 1s2zz02 Ezxyz ∂V∂z q4π0 122z z0s2z z0232122zz0s2z z0232 तो मुझे आखरी में जो मिलता है मैं इस ऋण के चिह्न को हटा भी सकता हूं यह ऋण का चिह्न और यहां पर एक ऋण का चिह्न लगा सकता हूँ तो मुझे आखरी में E z मिलता है जो q over 4 pi Epsilon 0 z minus z 0 over S square plus z minus z 0's square raise to 3 by 2 minus z plus z 0 over s square plus z plus z 0 square raise to 3 by 2 के बराबर है मैं केवल E z की गणना क्यों कर रहा हूं क्योंकि यह आवश्यक है केवल वही है जो आवेश के लिए आवश्यक है Ezq4π0z z0s2z z0232 zz0s2z z0232 क्योंकि यह एक समविभव सतह है हमने पहले ही प्रवणता पर चर्चा की है प्रवणता यहाँ लंबवत होगी और इसलिए सतह के पास क्षेत्र केवल z अवयव होता है आइए देखते हैं कि आवेश घनत्व क्या है यदि मैं यहां एक छोटा बॉक्स लेता हूं तो पृष्ठीय समाकल बॉक्स के इस तरफ का क्षेत्रफल इस ओर जा रहा है भीतर का क्षेत्र क्योंकि यह एक धातु है भीतर का क्षेत्र 0 होता है इस ओर का क्षेत्रफल क्षेत्र के लंबवत है तो इसलिए यह योगदान नहीं करेगा इसलिए मुझे E dot d s E z और इस छोटे से क्षेत्रफल के गुणनफल के रूप में मिलता है आइए हम इसे delta a कहते हैं और यह परिवृत्त आवेश sigma delta a over Epsilon 0 के बराबर होना चाहिए और इसलिए sigma Epsilon 0 E z at z equals to 0 के बराबर है इसे यहां पर रखने से मुझे s या xy दूरी पर z naught पर आवेश के लिए sigma Epsilon 0और z equal to 0 पर इसके गुणनफल के बराबर है इसलिए q over 4 pi Epsilon 0 times का गुणा आप इसकी गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं यह minus 2 z naught over s square plus z naught square raise to 3 by 2 है इसलिए अब यह Epsilon 0 रद्द हो जाता है यह 2 मुझे यहां 2 pi देता है और इसलिए आप देख सकते हैं कि सतह पर आवेश sigma S है जो कि minus q over 2 pi z 0 over s square plus z 0 square raise to 3 by 2 के बराबर है जब आप आवेश की पोजीशन से दूर जाते है यह दूरी s है यह नीचे जाने लगती है तो आवेश घनत्व कम हो जाता है